नमस्ते दोस्तों हम और स्पष्ट रूप से 𝑉stall के बारे में बात करेंगे क्योंकि यदि आप अंतिम व्याख्यान देखते हैं तो वह यह समझने की कोशिश थी मैं कैसे निर्णय लेता हूं एक इंजीनियर कैसे तय करेगा या एक डिजाइनर कैसे तय करेगा की टेक ऑफ के लिए विंग लोडिंग क्या होनी चाहिए या लैंडिंग के लिए विंग लोडिंग क्या होनी चाहिए यदि आप 𝑉stall को देखें 𝑉stall 2WSCLmax और नियमों के अनुसार 𝑉TO लगभग 11 𝑉stall होगा कृपया समझें ये विनिर्देश वायु सेना के विमान या नागरिक विमान के लिए थोड़े अलग हो सकते हैं जब आप एक विमान डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और आपको उन विनिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा इस व्याख्यान का एक हिस्सा आपको यह समझाने के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए अब यह बहुत महत्वपूर्ण है हम 𝑉TO पर इतना समय क्यों खर्च कर रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें कि मूल रूप से टेकऑफ़ क्या है तो हवाई जहाज टरमैक पर वार्म अप होना शुरू हो जाता है पायलट उपयुक्त थ्रॉटल को डाल देता है और यह एक गति से गति प्राप्त करना शुरू कर देता है जिसे हम 𝑉LO कहते हैं पायलट नाक को घुमाएगा और एंगल ऑफ अटैक स्थापित करेगा और यहां एक ट्रांसिएंट उड़ान होगी और फिर यहां से यह क्लाइंब करेगा और यह सैन्य या नागरिक विमानों के आधार पर 50 फीट की ऊंचाई या 35 फीट ऊंचाई को विनियमन के आधार पर पार करेगा जब वह इन सभी स्थितियों को पूरा कर देता है तो यह दूरी टेकऑफ़ दूरी है लेकिन यह डिजाइनर के लिए एक चुनौती है वह यह देखने की कोशिश करेगा कि यह दूरी यहाँ से यहाँ तक जिसे हम 𝑠LO कह सकते हैं आप इसे जितना हो सके कम करने का प्रयास करते हैं और यदि आप इस s लिफ्ट ऑफ को कम करना चाहते हैं तो क्या आवश्यकताएं है मुझे विमान को तेज एक्सेलेरेट करना होगा ताकी वह शून्य से 𝑉LO तक जल्दी से पहुंच जाए फिर हवाई जहाज को रोल करता है और क्लाइंब करता है इसलिए यदि आप 𝑠LO कम करना चाहते हैं तो बड़े TW की मांग होती है तो समस्या यह है कि जिस क्षण आप बदलना चाहते हैं या एक उच्च इंजन उच्च पावर इंजन डालना चाहते हैं तो वेट रखरखाव और लागत समस्या है तो क्यों न हम इस आवश्यकता को पूरा करने का वैकल्पिक तरीका विंग लोडिंग के माध्यम से या CLmax के माध्यम से खोजने का प्रयास करें क्योंकि आप जानते हैं कि क्रूज के लिए आवश्यक TW एरोडायनामिक इफिशिएंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि CLCD है और CLCD आमतौर पर 15 होगा इसलिए क्रूज के दौरान आवश्यक TW 1 बटा 15 होगा तो 01 से कम लेकिन क्लाइंब के लिए यह अधिक होगा आप जानते हैं TW sin 1CLCD और यदि 10 डिग्री है तो आप 02 या 025 पर विचार करते हैं जब तक कि आप तेजी से एक्सेलेरेट नहीं करना चाहते हैं तो वह अतिरिक्त कंपोनेंट जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है कि TW अधिक तय किया गया है क्रूज़ द्वारा क्लाइंब द्वारा टर्न रेट से अलग अलग एक्सेलरेशन से तो क्यों आप मुख्य रूप से s लिफ्ट ऑफ को कम करने के लिए इंजन को अनावश्यक रूप से टैक्स कर देते हैं यदि अन्य विकल्प उपलब्ध हैं इसलिए एक डिजाइनर हमेशा इस बात की तलाश करेगा कि अगर मैं 𝑉stall को कम करना चाहता हूं मैं देखूंगा कि WS कम है या में CLmax को बढ़ाता हूं क्योंकि अगर मैं टेकऑफ़ के दौरान स्थानीय रूप से CLmax को बढ़ा सकता हूं तो मैं इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से संभाल पाऊंगा यह जानकर भी कि अगर मैं उच्च CLmax रखता हूं तो उच्च इंड्यूस्ड ड्रैग होगा ठीक है लेकिन क्रूज के दौरान मुझे उतने CLmax की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समयCLmax CL की आवश्यकताएं उतनी अधिक नहीं होती हैं यह 02 03 हो सकता है पूरा ध्यान CLmax की ओर तब जाता है जब आप V टेकऑफ के संदर्भ में बात करते हैं जो कि कुछ प्रतिशत 𝑉stall है मैं CLmax को कैसे बढ़ा सकता हूं आप जानते हैं कि हम CLmax बढ़ा सकते हैं उच्च लिफ्ट उपकरणों का उपयोग करके हमने उदाहरण के लिए फ्लैप पेश किया है अगर मैं एक प्लेन विंग लेता हूं और उसका CLmax 12 एक बूरा चुनाव नहीं होगा बहुत से एयरोफॉयल में CLmax 12 होगा जो कि आप आकृति दे के पा सकते हैं आप 12 से 15 के आसपास बदल सकते हैं अब हम क्या करते हैं हम जानते हैं कि अगर किसी तरह मैं स्थानीय रूप से विंग के कैम्बर को बदल सकता हूं तो यह CLmax को बढ़ाने में मदद करेगा तो यह वह जगह है जहां फ्लैप की अवधारणा आती है टेकऑफ़ के दौरान आप केवल फ्लैप्स को डिफ्लेक्ट करते हैं फ्लैप आप हमारे विमान में भी देखेंगे वहाँ प्लेन फ्लैप हैं ये प्लेन फ्लैप्स हैं जिन्हें नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में हमने विंग के कैंबर को बदल दिया है आपको सावधान रहना चाहिए कि इस फ्लैप को डिफ्लेक्ट करके विंग एयरोफॉयल का केवल कुछ हिस्सा बनाया गया है अतिरिक्त केंबर दिया गया है और सभी भाग नहीं यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है जो आपके पास होना चाहिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे 12 से 18 तक बढ़ा सकते हैं ये कुछ अस्थायी संख्या हैं इसे प्लेन फ्लैप कहा जाता है अब एक और दिलचस्प डिजाइन है जिसकी आपको सराहना करनी चाहिए इसे स्प्लिट फ्लैप कहा जाता है स्प्लिट फ्लैप में क्या किया जाता है यह न केवल यहाँ एक डिफ्लेकशन देता है आप इसे इस तरह एक मोशन भी दे सकते हैं ठीक है तो अगर आप इसे इस तरह से खुलते हुए देखते हैं और यह आगे भी बढ़ सकता है इसलिए जो यह कर रहा है वह न केवल केंबर को बदल रहा है बल्कि यह क्षेत्रफल को भी बढ़ा रहा है तो आपको दोहरा फायदा है तो यह कमाल का विचार नवोन्मेष है और आप पाएंगे कि बहुत से एयरोफॉयल और फ्लैप संयोजन इस पर आधारित है इसमें मान जोड़े गए हैं लेकिन यह शानदार अवलोकन में से एक है और वास्तव में आपको यह 18 मिलेगा जब आप 18 या अधिकतर सामान्य एयरोफॉयल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे यह स्प्लिट एयरोफॉयल है जो आपकी मदद करेगा हमने एक स्प्लिट एयरोफॉयल फ्लैप का चयन किया अब सवाल यह है कि जिस क्षण मैंने इसे इस तरह स्प्लिट किया मैं इसे इस तरह से डिफ्लेक्ट करता हूं तो ऊपर से प्रवाह के अलग होने की संभावना है यदि यह कुछ अलग है जैसे यह प्रवाह यहाँ से आ रहा है तो वे अलग हो सकते हैं इसलिए आपको वह एफिशिएंसी नहीं मिल सकती है उस प्रकार का CLmax नहीं मिल सकता है तो इसे संभालने का तरीका क्या है अगर कुछ यहां से अलग हो रहा है मैं इसमें देरी करना चाहता हूं देरी का मतलब है कि मैं इसे ऊर्जा दे के देरी कैसे कर सकता हूं इसलिए क्या किया जाता है मान लें कि मैं यहां एक स्लॉट बनाता हूं तो वायु प्रवाह यहां आने और जाने दें क्योंकि यह एक छोटा क्षेत्र है तो गति में बहुत वृद्धि होगी तो यह फ्ल्यूड को काईनेटिक ऊर्जा प्रदान करेगा और अलग होने में देरी होगी और आपको CLmax प्राप्त होगा तो इस अवधारणा का उपयोग एकल स्लॉटेड फ्लैप के लिए किया जाता है अवधारणा सरल है जैसा कि हमने अभी चर्चा की है यह एयरोफॉयल है और अब जब आप फ्लैप को डिफ्लेक्ट करते हैं तो सुनिश्चित करें कि एक गैप है ठीक है इसलिए हवा आएगी और वे इसके माध्यम से जाएगि और इससे अलग होने को टालने में मदद मिलनी चाहिए तो मैं इसे और भी डिफलेक्ट कर सकता हूं लेकिन एक डिजाइनर के रूप में सावधान रहना चाहिए मुझे इस हिस्से को इस तरह से आकृति देनी चाहिए कि प्रवाह वास्तव में इस तरह से जाए यदि आपने गलत तरीके से यहां आकृति दी है तो प्रवाह इस तरह से हो सकता है ठीक है तो बहुत सारे CFD अध्ययन विंड टनल अध्ययन होते हैं और तब आप वास्तव में इस स्लॉट को डिजाइन करते हैं तो यह सब एकल स्लोटेड फ्लैप के बारे में था जिस क्षण आप एक एकल स्लोटेड फ्लैप करते हैं तो यह भी मांग थी कि इस विचार को डबल स्लोटेड फ्लैप तक विस्तारित किया जाए अब आप जानते हैं कि आपके लिए यह कल्पना करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि डबल स्लोटेड फ्लैप क्या है यह एक ऐसा है और दूसरा इस तरह है सही मान लीजिए 65 डिग्री देकर यह अलग हो जाएगा आप इसे 65 नहीं देते हैं इसको एक और 15 डिग्री देते हैं अब हर जगह एक छेद है तो अब आप CLmax में अधिक कुशल वृद्धि कर सकते हैं क्या यह अभी स्पष्ट है जो मैं कह रहा हूं मान लीजिए अगर आप इसे डिफलेक्ट करते हैं और 50 डिग्री पर से एक स्लॉट है और आप चिंतित हैं भले ही यहां एक स्लॉट है पर यह अलग हो सकता है तो यह मत कीजिए आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप इसे 30 डिग्री तक बना सकते हैं और यह 20 डिग्री हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि प्रवाह यहाँ से भी आ रहा है तो कुल मिलाकर प्रभावशीलता आप बढ़ा सकते हैं और यदि आप एकल स्लॉटिड के लिए विशिष्ट संख्या देखते हैं तो यह लगभग 22 होगा ये केवल विशिष्ट परिमाण हैं हमें सटीक मान प्राप्त करने के लिए चार्ट देखना होगा या आप एक टनल टेस्टिंग के लिए जाएंगे कहानी यहीं खत्म नहीं होती एक बार यह अवधारणा समझ में आ जाती है कि अगर मैंने एक स्लॉट डाला तो मैं अलगाव में देरी कर सकता हूं इसलिए मैं डिफलेक्शन को बढ़ा सकता हूं तो अब यहां ट्रिपल स्लॉटिड फ्लैप आता है यह कैसा दिखना चाहिए यह 1 है यह 2 है और यह 3 है आप इसे कर सकते हैं और ट्रिपल स्लॉटिड फ्लैप के लिए आप 31 तक लक्ष्य कर सकते हैं लेकिन जब भी आप उन फ्लैप्स को जोड़ रहे हैं तो कृपया समझें कि हमारे पास कुछ ड्रैग कंपोनेंट भी होंगे इसमें रखरखाव की भी समस्या होगी यही कारण है कि एयरोडायनामिक्स वे उन संयोजनों पर काम करते हैं कि विशेष रूप से एयरोफॉयल क्या होनी चाहिए इस प्रकार का एक स्लॉट आयाम क्या होना चाहिए तो CLCD पर समझौता नहीं किया जाता है मल्टी एयरोफॉयल उच्च लिफ्ट उपकरणों को डिजाइन करने में बहुत सा काम चल रहा है यह एक और लोकप्रिय हाई लिफ्ट डिवाइस है फाउलर फ्लैप जो आमतौर पर स्प्लिट फ्लैप की अवधारणा से प्रेरित है और यह नीचे जा सकता है स्थानांतरित भी हो सकता है लेकिन एक स्लॉट के साथ एक स्लॉट के साथ स्प्लिट फ्लैप मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि वहां एक फाउलर फ्लैप है तो यहां पर स्प्लिट फ्लैप अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है कॉर्ड को बढ़ाया गया है केंबर का विस्तार किया गया है और साथ ही आपने एक स्लॉट लगाया है तो प्रवाह अलगाव में देरी होगी यह सरल है कोई उच्च रखरखाव की आवश्यकता नहीं है डिजाइनर हमेशा इसे पसंद करेंगे जब तक कि वह एक विशेष भार वर्ग के भीतर है यदि यह एक विशाल हवाई जहाज है तो स्वाभाविक रूप से आपको CLmax को 4 या 5 तक बढ़ाने की आवश्यकता है इसलिए वहां आपको इस जटिल फ्लैप के लिए जाना होगा एक और बात है जो आपको समझनी चाहिए जब हम स्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं कुछ ऐसा है जिसे स्लेट कहा जाता है यह लीडिंग एज स्लेट है आप कुछ इस तरह का लीडिंग एज पर रखते हैं ठीक है या अगर मैं इसे आकृति बनाए रखकर सही ढंग से बनाता हूं इसलिए जिस किनारे पर यह है वहां से लीडिंग एज से प्रवाह को एनर्जाईज़ करने के लिए जा रहा प्रवाह होगा जो स्टाल में देरी भी करेगा तो तुरंत आप देखते हैं कि अगर मेरे पास एक डबल स्लॉटिड फ्लैप है तो मैं 27 हासिल कर सकता हूं लेकिन अगर मैं स्लेट को भी जोड़ता हूं तो मैं 3 तक जा सकता हूं फिर अगर मैं इस ट्रिपल स्लॉट में स्लेट डालता हूं मतलब अगर मैं यहां कुछ डालता हूं तो मैं 35 तक जा सकता हूं तो ये सभी चीजें ये सभी उच्च लिफ्ट डिवाइस CLmax को प्रभावित करने वाले हैं और आप समझ सकते हैं कि यदि आप 12 या 15 से 3 तक जा रहे हैं तो वहां पे कितनी वृद्धि हो रही है क्योंकि 𝑉stall कम हो जाता है इसलिए 𝑉TO कम हो जाता है लिफ्ट ऑफ की दूरी कम हो जाती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है इस आम परिवहन विमान के लिए CLmax लगभग 24 से 3 के आसपास है इसलिए यदि आप एक सामान्य परिवहन विमान डिजाइन कर रहे हैं तो मैं आपको CLmax को लगभग 22 या 23 मानने और फिर गणना शुरू करने की सलाह दूंगा जब हम CLmax के बारे में बात कर रहे हैं हमारा ध्यान विंग की ओर केंद्रित हैं तो यह हमारा फ्लैप है एलीरोन यहां कहीं होगा इसलिए जब मैं इन फ्लैप्स को डिफ्लेक्ट कर रहा हूं तो मुझे यह जानना होगा कि CL क्या होना चाहिए एक डिज़ाइनर के रूप मै में यह कैसे जानू कि यह लगभग कितना CLmax उत्पन्न करेगा क्योंकि एक बार जब मे इसे डिफ्लेक्ट कर देता हूँ केवल यह भाग जो कि फ़्लैप्ड क्षेत्र है उनका केंबर बदल जाएगा लेकिन यहाँ पर केंबर वही रहता है तो इन फ्लैपों की डिफ्लेक्ट करने के बाद मोटे रूप से CLmax का मूल्य कैसे प्राप्त करूं धारणा यह है कि यदि एस्पेक्ट रेशो 6 से अधिक है तो 3d CLmax एयरोफॉयल CLmax के 09 गुणा के बराबर होगा आप यह जानते हैं Cl3d Cl2d1 Cl2dARe इसलिए आमतौर पर 90 प्रतिशत एक अच्छा अनुमान है और फिर विंग के CLmax के लिए आप इसे अच्छे प्रारंभिक अनुमान के रूप में उपयोग कर सकते हैं CLmax 09 flapped SflappedSref unflapped SunflappedSref कृपया ध्यान दें कि unflapped क्या है यह बहुत जरूरी है यह एंगल ऑफ अटैक पर अनफ़्लैप्ड एयरोफॉयल का लिफ्ट कॉएफिशिएंट है जिस पर फ्लैप्ड एयरोफॉयल स्टॉल करते है यह महत्वपूर्ण है कृपया इसे समझें हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि unflapped क्या होगा उस क्षण को देखें जब आप फ्लेपिंग कर रहे हैं एक बार जब आप इस फ्लैप को नीचे कर रहे हैं तो इसका स्टॉल एंगल कम हो जाएगा क्योंकि याद रखिए कैंबेर बढ़ गया है यदि यह CL बनाम α है अगर यह केंबर के लिए सममित है CLmax मैं वृद्धि होगी लेकिन स्टॉल एंगल हम कम कर देंगे तो कितना CL इस हिस्से से उत्पन्न होगा यह उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि इस सज्जन को स्टाल नहीं करना चाहिए चलिए कहते हैं कि यह स्टॉल एंगल 10 डिग्री है तो आप केवल 10 डिग्री के बराबर α के अनुरूप इस भाग के CL की गणना करेंगे क्या यह स्पष्ट है इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यह सभी अभिव्यक्तियां संख्याओं की जरूरत महसूस कराने के लिए है लेकिन आप देखेंगे कि ऐतिहासिक चार्ट हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के फ्लैप्स के लिए CLmax के विभिन्न मूल्य प्रदान करेंगे अब हम वापस आ रहे हैं कि Vstall को बनाए रखने के लिए आवश्यक विंग लोडिंग क्या होगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अलग अलग श्रेणी के विमानों के लिए नियामक निकायों की संस्तुति पर वापस जाना होगा मैं FAR23 के लिए सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं यह एक बहुत पुराना विनिर्देश है मैं आपको सभी नए विनिर्देश दूंगा जो अधिक मानकीकृत हैं 12500 पाउंड से कम के लिए कहता है जो की टेकऑफ ग्रॉस वेट है आवश्यकता है कि Vstall 61 नोट्स से अधिक नहीं होना चाहिए यह संख्या महत्वपूर्ण है आप जो कुछ भी करते हैं इस भार वर्ग में Vstall 61 नोट्स से अधिक नहीं हो सकता है जिस क्षण आप जानते हैं कि 61 नॉट्स तो हम इसे लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर कह सकते है मैं इसे लगभग आधा मान रहा हूं तो Vstall 30 मीटर प्रति सेकंड है और फिर यह 2WSCLmax है यह चुने की वह विकट ऊंचाई क्या है जिस पर आप ज्यादातर सर्दियों और गर्मियों में दिल्ली में उड़ान भरेंगे यदि यह सर्दी है तो आप सर्दियों के दौरान हवा का घनत्व डालते हैं जो कि बड़ा WS देगा तो ऊंचाई पर निर्भर करते हुए आप उस नंबर को डालते हैं और इस बात पर भी निर्भर करते हुए कि आप किस तरह के विमान का उपयोग कर रहे हैं और विमान किस तरह के उच्च लिफ्ट उपकरणों के साथ हैं सेसना 206 जैसे सामान्य विमानन हवाई जहाज के लिए आप पाएंगे कि प्लेन फ्लैप काफी अच्छे हैं तो आप एक नंबर डालेंगे और यदि यह एक प्लेन फ्लैप है तो यह 15 हो सकता है और यदि यह स्प्लिट फ्लैप है तो यह 18 हो सकता है यदि इसके पास एक स्लॉट है तो आप उस नंबर को डालेंगे और अब इसका उपयोग करके आप Vstall आवश्यकताएं या स्टाल से WS का पता लगा सकते हैं यह टेकऑफ के दृष्टिकोण से है इसलिए यदि मैं अधिक स्पष्ट रूप से लिखता हूं WSTO 12V2CLmax यदि आप यहां देखते हैं तो एक छोटी सी गलती हुई है और आपको इसके बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है और यही कारण है कि मैं अब यहां से में इस अवलोकन पर आऊंगा कि हम अक्सर इस तरह की गलती करते हैं हालांकि वह छोटी है विनिर्देश कहता है Vstall 61 नॉट के बराबर या कम या अधिक नहीं हो सकता है लेकिन कृपया यह समझ लें कि यह Vstall है VTO लगभग 11 गुना Vstall होगा इसलिए जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो आप CLmax की स्थिति में नहीं उड़ रहे होते हैं यह स्पष्ट है कि यदि आप टेक ऑफ करने जा रहे हैं तो आप अल्फा स्टाल पर काम कर रहे हैं एंगल ऑफ अटैक में मामूली परिवर्तन विमान को स्टाल में डाल देगा आपको ऐसा क्यों उड़ना चाहिए मुझे सुरक्षा के दृष्टिकोण से 8 9 डिग्री से अधिक एंगल पर टेकऑफ़ नहीं करना चाहिए इसलिए एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है जब मैं टेकऑफ़ कर रहा हूं मैं क्यों बता रहा हूं कि यह बहुत विकट है क्योंकि कई दुर्घटनाएं हुई हैं याद रखें TW आवश्यकता को कम करना एक मानव प्रवृत्ति है क्योंकि TW वृद्धि का मतलब है कि आपके पास बड़ा इंजन होगा ज्यादा रखरखाव की जरूरत होगी इसलिए लागत अधिक हो जाती है इसलिए आप इसे कम करने की कोशिश करते हैं आप इस प्रक्रिया में जानते हैं कि आप क्या करते हैं आपके पास ज्यादा अतिरिक्त पावर नहीं हैं और आप पहले से ही जानते हैं कि यदि यह जेट इंजन है तो अतिरिक्त पावर जो वास्तव में आपके दावे करने की दर के बारे में बात करती है कि एक प्रोपेलर संचालित विमान की तुलना में बैंडविड्थ बहुत छोटी है लेकिन एक प्रोपेलर संचालित विमान आपको पता है कि अगर यह पावर है तो बहुत अधिक पावर उपलब्ध है लेकिन एक जेट संचालित के लिए वह अंतर इतना अधिक नहीं है और एक पायलट टेकऑफ़ के लिए कैसे जाता है हमें यह भी देखना चाहिए कि वह V 0 से शुरू होता है एक्सेलेरेट करता है और उस समय जब उसे पर्याप्त VLO मिल गया हो इसे हवाई जहाज को घुमाना चाहिए और फिर क्लाइंब करना चाहिए लेकिन मान लीजिए कि पायलट शुरुआती दिनों में निर्णय लेने में गलती करता है और आपके पास अधिक पॉवर नहीं है और वह यहाँ से लिफ्ट ऑफ की कोशिश करता है इसे पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिलेगि लेकिन पायलट फिर से लिफ्ट प्राप्त करने के लिए छड़ी को खींचने की कोशिश करेगा और वह स्टाल में चला जाता है और समयपूर्व स्टाल समयपूर्व टेकऑफ़ और वह इस तरह से लैंड करता है आपने हंसा 3 की दुर्घटनाओं में से एक को देखा होगा हमने एक पायलट को खो दिया था वह क्या करने की कोशिश कर रहा था कुछ पैंतरेबाज़ी यह भी समयपूर्व टेकऑफ़ का एक उदाहरण है की आप जाते हैं और मुड़ने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह टेकऑफ करते हैं और फिर आप स्टॉल करते हैं और विंग इस तरह गिरता है और पायलट अपनी जिंदगी खो देता है इसलिए मैं टेकऑफ़ को समय दे रहा हूं और आप सभी को यह समझना चाहिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है यही कारण है कि विंग लोडिंग को यहां जोड़ कर रहा हूं और हमें एक डिजाइनर के रूप में हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए लेकिन समस्या यह है कि यदि विंग लोडिंग कम है इसका मतलब है कि विंग का क्षेत्रफल अधिक है आप जानते हैं कि ड्रैग बढ़ेगा और थ्रस्ट की आवश्यकता बढ़ेगी फिर यह हवा के प्रति अधिक संवेदनशील होगा तो संभालने में समस्याएं भी आएगी यदि WS कम है तो क्षेत्रफल बहुत अधिक है इसलिए आप बहुत तेजी से एक्सीलेरेट नहीं कर पाएंगे इसलिए ड्रैग अधिक होगा और आपको अधिक पावर की आवश्यकता है तो यह सभी समस्याएं एक डिजाइनर के लिए आएंगी